नमस्कार तीसरे व्याख्यान में आपका स्वागत है पिछले व्याख्यानों में मैंने जीआईएस का अवलोकन किया जीआईएस में उपयोग करने वाले विभिन्न डाटा के बारे में भी हमने पढ़ा अब आज हम विभिन्न प्रकार के डेटा के बारे में और अधिक विवरण देख रहे हैं और एक और विषय जो फिर से गणित की शाखा है जो टोपोलॉजी है टोपोलॉजी महत्वपूर्ण क्यों है यह जीआईएस में कैसे काम करता है उन सभी चीजों पर हम चर्चा करेंगे चलिए पहले विभिन्न प्रकार के वेक्टर डेटा के बारे में जानते हैं यदि आप इस आरेख को याद करें जो पहले और दूसरे व्याख्यान में उपयोग किया गया था तो इसमें आप वास्तविक दुनिया को अलग अलग परतों में विभाजित करते हैं या आप विभिन्न प्रकार के वेक्टर डेटा और साथ ही रेखापुंज डेटा बनाते हैं इसलिए पहले मुझे इन दो प्रमुख विभाजनों को डेटा में लाना है जैसा कि हम कहते हैं कि जीआईएस में डेटा यह एक स्थानिक डेटा है और फिर हम गैर स्थानिक डेटा पर आते हैं जो कि हमारी विशेषता डेटा भी है हम यहां विशेषता डेटा लिख सकते हैं या सरल शब्दों में जिसे हम सारणीबद्ध डेटा भी कहते हैं अब स्थानिक डेटा को 3 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है एक सदिश डेटा है और सदिश की अवधारणा भी गणित से आई है तो हम आज के मुख्य विषय के रूप में विभिन्न प्रकार के वैक्टर देखेंगे शायद बाद के व्याख्यानों में हम विभिन्न प्रकार के रेखापुंज वेक्टर और रेखापुंज के बीच अंतर रेखापुंज और वेक्टर के फायदे पर चर्चा करेंगे और तीसरा सभी एक साथ एक अलग प्रकार की डेटा संरचना है जिसे TIN त्रिकोणमित अनियमित नेटवर्क कहा जाता है अब यदि हम विभिन्न प्रकार के वैक्टर देखते हैं तो 3 संस्थाएँ हैं लेकिन आम तौर पर वेक्टर की अवधारणा जो हमें गणित में दी गई थीउसमें आपके पास दो बिंदु है एक प्रारंभिक बिंदु है और एक गंतव्य है और फिर आपको हो उनमें से दिशा मिलती है तो आपके पास मूल रूप से परिमाण और दिशा हैं यह विशिष्ट वेक्टर है लेकिन जीआईएस में हम तीन प्रकार के का उपयोग करते हैं पहला एक बिंदु है और दूसरा एक पंक्ति है जिसे हम पॉलीलाइन कहते हैं और अंतिम एक बहुभुज है मैं बहुत जल्द यह सब परिभाषित करूंगा जिसे हम क्षेत्र भी लिख सकते हैं अब बिंदु एक जिओ डाइमेंशनल एंटिटी है जिसे हम बहुत जल्दी देखेंगे अब वेक्टर डेटा जैसा कि मैंने कहा है कि यह वेक्टर की विभिन्न परतों में हमारी वास्तविक दुनिया को संचय करने का एक बहुत ही सरल तरीका है तो वेक्टर बिंदु डेटा हो सकता है जिसका उपयोग हम भौगोलिक निर्देशांक X और Y के रूप में है और इस उदाहरण में यहाँ 2 विभिन्न प्रकार के वेक्टर डेटा हैं लेकिन याद रखें कि शुरुआत में मैंने कहा था कि प्रत्येक प्रकार के डेटा को अलग अलग थीम या परत में रखा गया है 2 परतें हैं जो यहां प्रदर्शित की जा रही हैं पृष्ठभूमि में एक बहुभुज परत है और एक अन्य परत पंक्ति है यहां बिंदु डेटा नहीं है लेकिन प्रत्येक पंक्ति और बहुभुज के लिए निर्देशांक या नोड या इंटर्नोड भी बिंदु पर प्रदर्शित होते हैं तो वेक्टर असतत निर्देशांक से बना है इसलिए उन्हें वेक्टर डेटा जिसे डिस्क्रीट डेटा भी कहा जाता है यह रैस्टर डेटा के जैसानिरंतर नहीं है जिसे हम बाद में देखेंगे और फिर मैंने पहले ही उल्लेख किया है कि जीआईएस में 3 अलग अलग वेक्टर इकाइयाँ मौजूद हैं और हमने बिंदु रेखा और बहुभुज को बड़े पैमाने पर इनका उपयोग किया है अब एक बिंदु के मामले में जब हम कहते हैं कि बिंदु में X और Y का सिर्फ एक सेट है और इसका कोई आयाम नहीं है तो हम कहते हैं कि शून्य आयामी इकाई जीआईएस में वेक्टर इकाई हैं शेष डेटा जैसे कि मानो Z हो सकता है या कुछ अन्य मान गैर स्थानिक या विशेषता मान के रूप में जा सकते हैं तो बिंदु एक शून्य आयामी इकाई है जबकि रेखा में एक मूल होगा X1 और Y1 और अगर यह एक सीधी रेखा है तो इसमें X2 Y2 होगा लेकिन यदि यह एक पॉलीलाइन है तो इसमें X1 Y1 और यहाँ Xn और Yn का सेट होगा तो इस तरह से यह X और Y की एक श्रृंखला है एक सीधी रेखा के मामले में आपके पास सिर्फ सरल दो जोड़े होंगे मूल्य बिंदु और समाप्ति बिंदु लेकिन पॉलीलाइन के मामले में आपके पास विभिन्न बिंदु डेटा हो सकते हैं जो आपस में जुड़े होते हैं तो बिंदु एक शून्य आयामी इकाई बन जाता है और लाइन या पॉलीलाइन एक आयामी इकाई बन जाती है और अगर हम बहुभुज के लिए जाते हैं तो X1 Y1 को XnYn के समान या बराबर होना चाहिए क्योंकि यह यहां परस्पर जुड़ा हुआ है क्योंकि पहले मूल और गंतव्य समान होना चाहिए और बाकी बिंदु उनके बीच में होंगे एक बार जब मूल और गंतव्य समान होते हैं तो आपको एक क्षेत्र मिलता है और आप परिधि को माप सकते हैं और इसीलिए हम शून्य आयामी कहते हैं क्योंकि इसमें आयाम नहीं होता है तो आपके पास बिंदु के लिए कोई क्षेत्र नहीं है और आपके पास बिंदु के लिए कोई परिधि नहीं है लेकिन रेखा के लिए यह एक आयामी इकाई है इसलिए आप एक पंक्ति की लंबाई माप सकते हैं मैं आपको उन विशेषताओं के उदाहरण दूंगा जिनका हम विभिन्न वेक्टर संस्थाओं का उपयोग करके प्रतिनिधित्व करते हैं तीसरा एक बहुभुज है क्योंकि शुरुआती बिंदु और अंत बिंदु समान हैं और इसलिए आपके पास एक परिधि और क्षेत्र हो सकता है मानचित्र के पैमाने के आधार पर कभी कभी छोटे पैमाने के मानचित्रों में जब पूरे भारत का प्रतिनिधित्व किया जा रहा है तब भी एक बड़े शहर को एक बिंदु डेटा के रूप में दर्शाया जा सकता है लेकिन केवल बड़े पैमाने पर नक्शे में कहा गया है कि भारत के शीर्ष शहरों और बड़े शहरों के सर्वेक्षण के 50000 पैमाने एक बिंदु डेटा के बजाय बहुभुज के रूप में दिखाई दे सकते हैं पैमाने के आधार पर विभिन्न विशेषताएं अलग अलग दिखाई दे सकती हैं और अगर वे बिंदु के रूप में दर्ज किए जाते हैं तो हमें स्वीकार करना होगा कि विशेषता में हमारे पास उस शहर के लिए क्षेत्र हो सकता है तो बिंदु एक शून्य आयामी इकाई है केवल प्रदर्शन के लिए हम कुछ आयामों का उपयोग करते हैं लेकिन मंडली या त्रिभुज जैसी कुछ विशेषताएं हैं जिसका कोई आयाम नहीं है और यही कारण है कि जीआईएस सॉफ्टवेयर में जब आप एक बिंदु को ज़ूम करते हैं तो यह बड़ा नहीं होता है यह उसी आकार का रहता है और जहां लाइन एक आयामी इकाई है और इसलिए आप सड़क नेटवर्क रेल नेटवर्क टेलीफोन लाइनों और पावर ग्रिड की लंबाई को माप सकते हैंऔर उसे हम एक वेक्टर में दर्शाते हैं यह एक विशिष्ट वेक्टर है क्योंकि शुरुआत और अंत बिंदुओं के कारण आपको परिमाण मिल रहा है और फिर एक दिशा भी आपके लिए उपलब्ध है इसलिए जीआईएस के नेटवर्क विश्लेषण में हम लाइन विशेषताओं का उपयोग करते हैं ताकि हम यह जाने कि प्रवाह की दिशा क्या है और कितनी चीजें यात्रा करेंगी जबकि बहुभुज जैसे वन लिथोलॉजिकल यूनिट एक रॉक प्रकार या बड़े पैमाने पर एक शहर को एक क्षेत्र के रूप में दर्शाया जा सकता है जैसे कृषि क्षेत्र को एक क्षेत्र के रूप में भी दर्शाया जा सकता है यहां तक कि एक बड़े पैमाने के नक्शे में एक घर को एक क्षेत्र के रूप में भी दर्शाया जा सकता है तो ये 3 मुख्य वेक्टर इकाइयां हैं जिन्हें जीआईएस में संभाला जाता है जैसे कि मैंने पहले ही दर्शाया है कि यह शून्य आयामी इकाई है जोके खेल पर निर्भर करता है मान लीजिए एक पानी का कुआँ वहाँ है और एक पंप वहाँ पर है एक बिंदु डेटा का उपयोग करके आप इस तरह का प्रदर्शन करते हैं फिर अगली सबसे सरल वस्तु एक आयामी सीधी रेखा है यदि आपके पास यह है तो केवल दो बिंदु एक शुरुआती बिंदु और दूसरा अंतिम बिंदु होगा अगर आपके पास पॉलीलाइन हैं तो आपके पास कई बिंदु हो सकते हैं और यह एक विशिष्ट वेक्टर है जिसमें आपके पास दिशा और परिमाण हैं उदाहरण जैसे सड़क नहर नदी नाले और अन्य विशेषताएं हैं अब एक मानचित्र के भीतर यदि आप यहां देखे तो 3 4 प्रकार की रेखाएं प्रस्तुत की गई हैं लेकिन कंप्यूटर या जीआईएस सॉफ्टवेयर में इन सभी विशेषताओं को अलग परतों में रखा गया है इसलिए लाभ यह है कि जब भी हम एक साथ प्रदर्शित करना चाहते हैं तो हम प्रदर्शित कर सकते हैं और जब भी हम केवल धाराओं या नदी नेटवर्क का उपयोग करना चाहते हैं तो हम केवल नदी नेटवर्क का उपयोग करेंगे और हम सड़क और अन्य चीजों का उपयोग नहीं करेंगे इसलिए विभिन्न परतों या थीम में डेटा रखने का यह लाभ है क्योंकि शुरुआती बिंदु और अंत बिंदु समान है बहुभुज को 2 आयामी वस्तु के मामले में शामिल किया गया है इसलिए आपके पास परिधि क्षेत्र हो सकता है और आपके पास अन्य चीज हो सकती है अब कुछ सवाल हो सकता है कि मान लें कि हम सड़क जानते हैं हालांकि मानचित्र में यह एक पंक्ति में दर्शाया गया है जो की एक आयामी इकाई है हमारे पास सड़क की चौड़ाई नहीं है लेकिन वास्तव में हाँ हम जानते हैं कि एक सड़क सिंगल लेन डबल लेन तीसरी या चार लेन हो सकती है और फिर इसका पृथ्वी पर एक क्षेत्र होगा यदि आप सड़क की चौड़ाई को स्टोर करना चाहते हैं तो यह गैर स्थानिक डेटा के रूप में एक विशेषता के रूप में जा सकता है और इसे बहुत आसानी से संग्रहीत किया जा सकता है और फिर मैंने पिछले व्याख्यान में भी उल्लेख किया है कि विशेषता डेटा की कोई सीमा नहीं है आपके पास एकल बिंदु या कई लाइनों एक पंक्ति या बहुभुज से जुड़ी विशेषताओं की संख्या हो सकती है तो किसी भी सदिश संस्थाओं से संबंधित गैर स्थानिक या विशेषता जानकारी संग्रहीत करने की कोई सीमा नहीं होती अब एक और विषय जो मैं यहाँ पर स्पर्श करना चाहता हूँ टोपोलॉजी वेक्टर डेटा सेट के साथ जुड़ा हुआ है और यही कारण है कि मैंने सोचा कि मैं पहले इस पर चर्चा करूँगा बजाय विभिन्न प्रकार के रैस्टर और वेक्टर के फायदे और नुकसान के लिए बाद में हम उन पर भी चर्चा करेंगे तो जीआईएस में टोपोलॉजी मूल रूप से पड़ोस ऑपरेशन या पड़ोस की जानकारी है जिसकी बहुत आवश्यकता है और पड़ोसी या आस पास के बीच के स्थानिक संबंधों को स्थापित करने के लिए टोपोलॉजी की अवधारणा है जो गणित से आई है और जीआईएस में बहुत लागू है उदाहरण के लिए यदि यह एक सदिश रेखा है तो किसी को यह जानना चाहिए कि बाईं ओर से क्या है और दाईं ओर क्या है जैसे कि हम कहते हैं कि नदी या नहर के मामले में हम कहते हैं कि बाएं किनारे या दाएं किनारे इसलिए आप इन दिशाओं को कैसे निर्धारित कर सकते हैं सिर्फ इसलिए कि हम खुद को अंदर रखते हैं प्रवाह की दिशा और जो कुछ भी हम दाईं ओर कहते हैं यह दाईं बैंक है और बाईं ओर जो कुछ भी हम कहते हैं वह बाएं बैंक है इसी तरह पड़ोसी विशेषताओं और नजदीकी फीचर्स के बीच का रिश्ता जानने के लिए टोपोग्राफी की आवश्यकता होती है पुराने संस्करणों में जीआईएस सॉफ्टवेयर के पुराने संस्करणों को बाद में टोपोलॉजी का निर्माण किया जाता था इसलिए पहले डेटा रॉ डेटा के रूप में सिस्टम में आता है और उसके बाद टोपोलॉजी का निर्माण होता है जिससे बहुत परेशानियां आ सकते हैं इसलिए अब आधुनिक जीआईएस सॉफ्टवेयर में टोपोलॉजी बनने के बाद डेटा को जीआईएस डेटाबेस में लाया जाता है और टोपोलॉजी को परिभाषित करने के अलग अलग तरीके हैं जिस पर मैं बहुत जल्द ही आऊंगा इसलिए ऐसे डेटा जो टोपोलॉजी की एक उचित संरचना है का उपयोग करना जीआईएस में बहुत आसान हो जाता है और इस तरह के डेटा उनके रिश्ते तलीय रिश्तों का विश्लेषण करना भी बहुत आसान हो जाता है और साथ ही साथ विभिन्न डेटा परतों के बीच संबंधों की खोज करने की अनुमति देता है तो टोपोलॉजी वेक्टर डेटा के भीतर होना चाहिए जैसा कि मैंने पहले ही उल्लेख किया है कि टोपोलॉजी की अवधारणा बहुत पुरानी थी 1936 में यह गणितज्ञ लियोनहार्ड यूलर द्वारा दिया गया था जिन्होंने एक पेपर प्रकाशित किया था और फिर बाद में यह गणित की एक पूरी शाखा बन गया जीआईएस में टोपोलॉजी को आसन्न या पड़ोसी विशेषताओं के बीच एक स्थानिक संबंध के रूप में परिभाषित किया गया है अलग अलग पुस्तकों के साहित्य या नेट में आपको यह वहाँ की टोपोलॉजी की बदलती परिभाषा की तरह लगता है लेकिन अवधारणा के अनुसार सभी समान हैं स्थानिक वस्तुओं के बीच कनेक्शन के विवरण जैसे कि क्षेत्रों और सीमा रेखा क्षेत्रों को टोपोलॉजी कहा जाता है या टोपोलॉजी की बहुत संक्षिप्त परिभाषा हो सकती है जो टोपोलॉजी एक स्थानिक वस्तु के संबंध को दूसरे के संबंध में संग्रहीत करती है बहुत सरल शब्दों में आप सोच सकते हैं कि टोपोलॉजीपड़ोसियों के बारे में जानकारी रख रहा है हमारे आज के जीवन में एक मानव प्रवृत्ति के रूप में हम हमेशा जानकारी रखते हैं कोशिश करते हैं पहमारे जीआईएस विज्ञान या जीआईएस प्रौद्योगिकी में वही चीजें हैं फिर एक बार जब डेटा पड़ोसियों के बारे में जानकारी रखता है तो विश्लेषण के दौरान बाद में इस संबंध का फायदा उठाया जा सकता है और कुछ अच्छे परिणाम भी आ सकते हैं तो टोपोलॉजी एक संरचना या डेटा संरचनाएं हैं जिसमें डिजिटलीकरण और संपादन त्रुटियों और कलाकृतियों को संभालने के लिए स्वचालित तरीका प्रदान किया जाता है कलाकृतियों और अंकीयकरण की त्रुटियां मुझे यहां संपादित करने की अनुमति दे रही है क्योंकि ऐसा क्या होता है कि जब आप डिजिटलीकरण करते हैं या जब आप डिजिटलीकरण के दौरान जीआईएस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके एनालॉग डेटा को डिजिटल डेटा में बदलते हैं तो कुछ त्रुटियां हो सकती हैं जो आपके डेटा में आ सकती हैं मान लीजिए मुझे दो समीपवर्ती बहुभुजों में दो बहुभुजों को डिजिटाइज़ करना है यह याद रखें कि मैं दो पड़ोसी या आसन्न बहुभुज शब्द का उपयोग कर रहा हूं और इसलिए टोपोलॉजी की बहुत आवश्यकता है इसलिए अगर मैं दो आसन्न बहुभुजों का डिजिटलीकरण कर रहा हूं तो टोपोलॉजी की अवधारणा के बिना मैं इन दो बहुभुजों के बीच एक बार फिर से आम सीमा का डिजिटलीकरण करूंगा और इस तरह मैं एक और बहुभुज का डिजिटलीकरण करूंगा दो पड़ोसी बहुभुजों के बीच दो आम सीमा का डिजिटलीकरण करते समय मैं कुछ त्रुटियां लाने के लिए बाध्य हूं अगर मैं कहूं कि इस हिस्से को ज़ूम करें तो मुझे पता चलेगा कि एक लाइन इस तरह जा रही है और दूसरी लाइन इस तरह जा रही है और ये कलाकृतियों के अलावा और कुछ नहीं हैं कलाकृतियों में हमने कभी भी त्रुटियों या इन द्वीपों की जानकारी या अतिरिक्त बहुभुज के लिए इरादा नहीं किया क्योंकि लाइन को दो बार डिजीटल किया गया है जबकि यदि हम सामयिक अवधारणा के लिए जाते हैं या यदि हम जीआईएस में सामयिक अवधारणा का उपयोग करते हैं तो क्या होगा कि हम उस सामान्य रेखा को दो बार डिजिटाइज़ नहीं करेंगे तो अगर मैं इसे डिजिटाइज्ड करूंगा तो फिर आमतौर पर जीआईएस सॉफ्टवेयर में हम थोड़ा सा कदम बढ़ाते हैं हम यहाँ और यहाँ से डिजिटाइज़ करेंगे और सिस्टम क्या करेगा यह इस अतिरिक्त हिस्से को हटा देगा और यह यहां इस बहुभुज में एक नोड इंटर नोड विकसित करेगा और जुड़ेगा अब लाभ यह है कि दो पड़ोसी बहुभुज समझौते के साथ एक आम सीमा साझा करेंगे कि अगर आप किसी को भी जानते हैं कि वह खुद बहुभुज को नष्ट कर देता है या एक बहुभुज को हटा दिया जाता है तो आसन्न बहुभुज को कोई नुकसान नहीं होगा यह एक अच्छी पड़ोस समझ है इसलिए अगर समझ नहीं है तो वास्तविक जीवन में क्या होगा हम यह भी देखते हैं कि दो लोगों के पास दो भूमि है भूमि हैं और एक ने पहले से ही घर का निर्माण किया है अब जो दीवार दूसरे पड़ोसी के बीच आम होने जा रही है अगर वे सहमत हैं कि वे नए पड़ोसी द्वारा एक और दीवार का निर्माण किए बिना दीवार को साझा कर सकते हैं लेकिन अगर वे सहमत नहीं हैं तो वे नए पड़ोसी का क्या करेंगे एक और दीवार का निर्माण करेंगे और फिर बीच में वे गैप छोड़ देंगे और जिसे किसी की जमीन नहीं कहा जाता है और यह एक अपव्यय है सामयिक अवधारणा में क्योंकि संपादन त्रुटियों और कलाकृतियों से बचने के लिए दो बहुभुजों के बीच की सामान्य सीमा को बिना किसी समस्या के समान रूप से साझा किया जाता है और यह एक अच्छी पड़ोस समझ है और यही जीआईएस में टोपोलॉजी का सबसे बड़ा फायदा है और एक बार उस तरह की समझ होने के बाद यह सोचना बहुत स्पष्ट है कि यह सामान्य सीमा दो बार संग्रहीत नहीं की गई है और इसलिए यह कलाकृतियों में त्रुटियां नहीं लाएगा एक ही समय में यह डेटा स्टोरेज आवश्यकताओं को कम करेगा इसलिए पॉलीगोन के लिए डेटा स्टोरेज में कमी होगी क्योंकि आसन्न पॉलीगोन के बीच की सीमाएं केवल एक बार संग्रहीत होती हैं यह एक और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है अगर कोई लाइन है और एक मानव को एक ही लाइन को दो बार डिजिटाइज़ करने के लिए कहा जाता है तो उसके लिए ठीक उसी तरह से डिजिटाइज़ करना संभव नहीं है तो जैसे कि यह रेखा है और अगर मुझे फिर से डिजिटलीकरण करना है तो मैं कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना ध्यान रखूंगा और मैं ऐसा कुछ करूंगा और इसलिए कलाकृतियों को जानकारी के द्वीप पर लाना और बहुत सारी समस्याएं होंगी इसलिए जीआईएस में आजकल हम डिजिटलीकरण करते हुए बहुभुज का निर्माण करते हैं जिसे हम टोपोलॉजी का निर्माण करते हैं और अपने विश्लेषण में बाद में इन सभी जटिलताओं से बचते हैं और एक बार एक टोपोलॉजी का निर्माण किया गया है जो हमें आसन्न कनेक्टिविटी और संतोष जैसे स्थानिक विश्लेषणों को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाता है जब हम जीआईएस विश्लेषण भाग पर चर्चा के लिए आते हैं तो इन सभी चीजों पर हम विवरणों में चर्चा करेंगे लेकिन यदि डेटा का डिजिटलीकरण करते समय या एनालॉग प्रारूप से डेटा को डिजिटल स्वरूप में लाते समय टोपोलॉजी का निर्माण नहीं किया गया है तो ये ऑपरेशन जीआईएस में निष्पादित नहीं किए जा सकते हैं तलीय प्रवर्तन का एक अन्य महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि टोपोलॉजी मानचित्र जिसमें गैर अतिव्यापी बहुभुज को भरने वाला स्थान होता है उसका निर्माण करें क्योंकि यदि टोपोलॉजी की अवधारणा का उपयोग करते हुए दो आसन्न बहुभुज का निर्माण किया जाए तो ये समस्याएं बिल्कुल नहीं उठेंगी यहाँ सॉफ्टवेयर के उदाहरण दे सकते हैं जैसे कोरल ड्रॉ और अन्य ग्राफिकल सॉफ्टवेयर जिनके पास टोपोलॉजी की अवधारणा लागू नहीं है और इसलिए यदि आपको डिजिटलीकरण करना है तो आप इस तरह का डिजिटलीकरण कर सकते हैं और आप यहां कुछ अंतर छोड़ सकते हैं लेकिन अगर जीआईएस सॉफ्टवेयर की ऐसी समस्याएं कभी नहीं होंगी क्योंकि डिजिटलीकरण करते समय हम एक साथ टोपोलॉजी का निर्माण करते रहेंगे यदि हम टोपोलॉजी का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो कुछ ओवरलैप्स हो सकते हैं कुछ अंतराल हो सकते हैं लेकिन अगर इस तरह से हम टोपोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं तो हमारे पास कभी भी कोई अंतराल नहीं होगा तो हम समझ गए हैं लेकिन वैसे भी हमें टोपोलॉजी के बारे में अधिक जानकारी क्यों दी गई है टोपोलॉजी डेटा गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मौलिक है यह सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि जीआईएस में एक बात याद रखें जीआईएस में त्रुटि प्रचारित होतीहै जीआईएस स्वयं त्रुटियों को दूर नहीं कर सकता है जीआईएस में याद रखना होगा यदि वे पहले से ही इनबिल्ट या निहित त्रुटियों वाले हैं तो जीआईएस आपके नक्शे को सटीक नहीं बना सकता है यह एक बहुत ही मौलिक चीज है और इसलिए यह हमेशा कहा जाता है कि प्रत्येक चरण के बाद जीआईएस में ऑपरेशन के त्रुटियों की जांच होनी चाहिए और यदि किसी त्रुटि का पता चला है तो उसे तुरंत ठीक करें क्योंकि यदि आप उस त्रुटि को बाद में सुधार के लिए छोड़ देते हैं तो आप उस त्रुटि और उस त्रुटि को प्रचारित करेंगे जो कि एक बहुत छोटी त्रुटि हो सकती है शुरुआत आपके विश्लेषण में एक बहुत बड़ी त्रुटि बन सकती है और अगर आप एक ऐसा आउटपुट बनाते हैं जो सटीकता कह रहा हो जैसे 50 प्रतिशत सही और 50 प्रतिशत गलत कहना एक बेकार उत्पाद है इसलिए प्रत्येक और प्रत्येक जीआईएस ऑपरेशन के बाद त्रुटियों की जांच करना हमेशा बेहतर होता है हालांकि यह डिजिटल के लिए सरल डिजिटलीकरण एनालॉग हो सकता है तो उस समय यदि त्रुटियों की जाँच की जाती है टोपोलॉजी की जाँच की जाती है तो सब कुछ ठीक है और फिर अगले ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाता है यही कारण है कि टोपोलॉजी डेटा गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मौलिक है यदि डेटा अच्छा है तो जीआईएस के माध्यम से आपका आउटपुट बहुत विश्वसनीय होने वाला है लेकिन यदि डेटा में ही त्रुटि है तो आप मदद नहीं कर सकते हालाँकि कुछ ऐसे परिदृश्य हो सकते हैं जिन्हें हम नहीं जानते हैं क्योंकि जो डेटा मैंने और आपने एकत्रित नहीं किए हैं किसी और संगठन ने एकत्र किया हो सकता है और यह जानना हमेशा अच्छा होता है कि किस प्रकार की त्त्रुटियों से डेटा पीड़ित है इसलिए उस डेटा विश्लेषण के जीआईएस में कम से कम उद्देश्य यह है कि हमें उन त्रुटियों को उनके न्यूनतम स्तर पर रखना चाहिए यदि हम डेटा में आने वाली त्रुटियों को नहीं जानते हैं और हम डेटा का विश्लेषण करते रहते हैं जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि जीआईएस में त्रुटि का प्रसार होता है जो आप सभी के लिए बहुत ही गलत अविश्वसनीय परिणाम ला सकते हैं और यह जीआईएस का उद्देश्य नहीं है जीआईएस के उद्देश्य एक तरीके से डेटा को एकीकृत करने की है कि परिणाम बहुत विश्वसनीय हो जाते हैं लेकिन अगर इसमें पहले से ही त्रुटियां है त्रुटियों को जीआईएस के संचालन के भीतर नियंत्रित नहीं किया गया है तो आपके परिणाम बहुत कम विश्वसनीय होंगे इसलिए टोपोलॉजी अग्रिम स्थानिक विश्लेषण कनेक्टिविटी और अन्य कार्यों को भी सक्षम बनाता है जीआईएस डेटाबेस की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में मौलिक भूमिका निभाता है अब गणितज्ञों ने आगे कहा है कि टोपोलॉजी की इस शाखा में वे विभिन्न टोपोलॉजिकल डेटा मॉडल लाए हैं सभी टॉपोलॉजिकल डेटा मॉडल जीआईएस में लागू नहीं किए गए हैं शायद उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं है लेकिन हम बहुत तेज़ी से एक टोपोलॉजिकल डेटा मॉडल की दो प्रमुख श्रेणियां देखेंगे एक को पथ टोपोलॉजिकल मॉडल कहा जाता है और जिसे दो अलग अलग प्रकार मिले हैं एक स्पेगेटी मॉडल और बहुभुज मॉडल है और फिर एक अन्य प्रकार का टोपोलॉजिकल मॉडल ग्राफ टॉपोलॉजिकल मॉडल है जिसमें कुछ ग्राफिकल सॉफ्टवेयर लागू किए गए हैं ये टोपोलॉजिकल मॉडल जैसे Dime और Polyvert अब यहाँ मैं पथ सामयिक मॉडल पर बहुत कम समय बिताना चाहूंगा और दो अलग अलग मॉडल हैं स्पेगेटी मॉडल और बहुभुज मॉडल पथ बहुभुज टोपोलॉजिकल मॉडल जो पथ टॉपोलॉजिकल मॉडल में दूसरा है जो जीआईएस में बड़े पैमाने पर लागू किया गया है इसका कारण यह है क्योंकि जैसा कि मैंने दो आसन्न बहुभुजों के उदाहरण दिए हैं और इसलिए इस प्रकार के एक टोपोलॉजिकल मॉडल जीआईएस के लिए बहुत उपयुक्त हैं स्पेगेटी मॉडल जिसमें अगर सैकड़ों लाइन विशेषताएं हैं तो वे अलगाव में पंक्तिबद्ध हैं मुझे आपको स्पेगेटी के उदाहरणों में एक उदाहरण देना चाहिए ये नूडल्स हैं जो इटली में इसे स्पेगेटी कहा जाता है इसका मतलब है अगर आपके पास ऐसी प्लेट है जिसमें नूडल्स हैं तो आप एक नूडल चुन सकते हैं और किसी अन्य नूडल्स को इससे कोई समस्या नहीं होगी इसका मतलब है कि कोई संबंध नहीं है कोई ओवर हेडिंग ऑपरेशन नहीं है कोई भी पड़ोस के रिश्ते नहीं हैं और यही कारण है कि हर कोई नूडल्स को चुन सकता है अगर हमारे डेटा में लाइन फीचर्स हैं अगर कोई टोपोलॉजी नहीं है तो वे संबंध नहीं जानते हैं और एक बार जब कोई संबंध नहीं है तो यह काम करने वाला नहीं है इसलिए सॉफ्टवेयर का उदाहरण मैंने कोरल ड्रॉ की तरह दिया और कई ग्राफिकल सॉफ्टवेयर जो वेक्टर डेटा का उपयोग करते हैं उन्होंने केवल पाथ स्पेगेटी टॉपोलॉजिकल मॉडल लागू किया है न कि पॉलीगॉन टॉपोलॉजिकल मॉडल जीआईएस सॉफ्टवेयर में यह पथ बहुभुज टॉपोलॉजिकल मॉडल लागू किया गया है मैं इस पर आगे विस्तार करूंगा लेकिन इससे पहले तीसरे प्रकार का डेटा जो हम जीआईएस में उपयोग करते हैं वह टिन है यह त्रिकोणित अनियमित नेटवर्क है कुछ साहित्य में आप पाएंगे कि लोगों ने इसे वेक्टर डेटा के रूप में रखा है और कुछ लोगों ने एक रेखापुंज डेटा के रूप में रखा है लेकिन मेरी राय में यह न तो वेक्टर है और न ही रेखापुंज यह अलग अलग डेटा सेट के रूप में है जब आप टिन के बारे में विवरण देखेंगे तो आपको यह भी एहसास होगा कि यह न तो वेक्टर है और न ही रेखापुंज है तो हम पहले चरण स्पेगेटी मॉडल के बारे में विवरण में आते हैं और यह सिस्टम में कैसे संग्रहीत किया जाता है और फिर बहुभुज टोपोलोजिकल मॉडल का पथ पर जाएंगे यहाँ सभी तीन प्रकार की वेक्टर इकाइयाँ यहाँ पॉइंट लाइन बहुभुज के रूप में संग्रहीत की जा रही हैं और एक मैपलर को सरलीकृत मानचित्र यहाँ दिया गया है जहाँ आप 7 पार कर रहे हैं बिंदु डेटा 31 id के लिए चिह्नित है एक लाइन डेटा या पॉलीलाइन डेटा और फिर 2 बहुभुज भी यहाँ दिखाए गए हैं अगर हमें मैप्स में स्टोर करना है तो इन सभी में नोड्स और इंटर्नोड्स होंगे जिसका मतलब पॉइंट डेटा के लिए कोर्डिनेट की श्रंखला है लाइन डेटा के लिए केवल एक ही समन्वय होगा वहाँ कई होंगे और फिर बहुभुज फिर से कई होंगे तो यह एक स्पेगेटी डेटा मॉडल में यह है कि यह बहुत ही सरल तरीके से कैसे संग्रहीत किया जाता है चूंकि टोपोलॉजी का कोई निर्माण नहीं है और इसलिए भंडारण भाग बहुत सरल है लेकिन विश्लेषण के दौरान आप पड़ोस के संबंध की जानकारी का लाभ नहीं उठा सकते हैं जबकि टोपोलॉजिकल मॉडल में लगभग एक ही उदाहरण है कि आपके पास एक बिंदु डेटा हो रहा है आपके पास फिर से लाइन डेटा हो रहा है और फिर आपके पास डेटा आ रहा है अब सभी प्रकार के डेटा के लिए सिर्फ एक टेबल रखने के बजाय टोपोलॉजिकल मॉडल को स्टोर करने के लिए अब हमारे पास चार टेबल हैं तो एक टेबल को बहुभुज टोपोलॉजी मॉडल कहा जाता है बहुभुज टोपोलॉजी तालिका एक और दूसरा नोड टोपोलॉजी लिंक टोपोलॉजी और फिर लिंक निर्देशांक है अगर मैं नोड टॉपोलॉजी के बारे में पहले एक उदाहरण लेता हूं तो ये नोड हैं इसलिए N 1 में L 1L3 और L 5 लिंक होंगे N1 यह एक है जो इस L1 को लिंक कर रहा है जो कि बाहर की पॉलीलाइन है तो L3 जो एक और बाहर और बीच L5 में है N2 लिंक दो में इसी तरह L 1 L 2 L 1 और L5 होंगे इसके अलावा प्रत्येक लिंक के लिए तो निर्देशांक का सेट भी संग्रहीत किया जाता है उदाहरण के लिए लिंक 1 जो कि बाहर की कड़ी है यह इस प्रणाली के अनुसार समन्वय कर रहा है और न ही कुछ और निर्देशांक चिह्नित हैं ये लिंक 1 के लिए निर्देशांक का समूह हैं और इसी तरह अब लिंक टोपोलॉजी के लिए भी संग्रहीत किया जाना है कि कौनसा नोड लिंक को जोड़ता है तो लिंक 2 N 1 के साथ जुड़ा हुआ है और लिंक 1 भी N 2 के साथ जुड़ा हुआ है और पड़ोस के बारे में इस जानकारी को देखें जो बाईं ओर है जो दाईं ओर है और यह जानकारी को भी संग्रहीत करेंगे और फिर अंत में बहुभुज टोपोलॉजी तालिका आती है जहां बहुभुज की तरह जो जानकारी होती है इसका निर्माण दो लिंक का उपयोग करके किया जाता है एक है L1 और L5 और इसी तरह सिस्टम में पड़ोस संचालन सहित जानकारी संग्रहीत की गई है और एक बार इसे संग्रहित करने के बाद टोपोलॉजी का निर्माण किया जाता है और फिर आप इसका लाभ ले सकते हैं इसलिए मैं विभिन्न प्रकार के वैक्टर और टोपोलॉजी की संबंधित अवधारणा के बारे में इस संक्षिप्त प्रस्तुति को समाप्त करती हूं धन्यवाद